नमस्कार कल हमने विभिन्न सर्किट एलिमेंट्स जैसे रजिस्टर कपैसिटर और इंडक्टर के बारे में बात की थी हमने उनके गुणों को देखा और हमने उन तत्वों के लिए गवर्निंग समीकरणों को भी देखा हमने ओम के नियम पर भी चर्चा की अब आज हम अपनी उस चर्चा को जारी रखेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि अन्य बुनियादी नियम क्या हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं अब ओम का नियम स्वयं सर्किट का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए किरचॉफ के दो नियम विकसित किए गए जो कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट के विश्लेषण के लिए पर्याप्त और शक्तिशाली तरीके हैं ये दो नियम क्या हैं ये दो नियम किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम हैं पहला जो किरचॉफ का धारा नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है इसका मतलब है कि किसी विशेष प्रणाली में आवेश का बीजगणितीय योग बदल नहीं सकते हैं और इस किरचॉफ के धारा नियम में कहा गया है कि एक विशेष नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होगा आप इसका गणितीय रूप से कैसे दर्शाएंगे आप इसे अंदर आने वाली धाराओं का योग के रूप में प्रस्तुत करेंगे जैसे कि nth तत्व या सर्किट की nth शाखा में प्रवाहित योग तो KCL का कहना है कि सभी n शाखाओं में बहने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर है और n 1 से N के बराबर है N क्या है N उस विशेष नोड से जुड़ी कुल शाखाओं की संख्या है जहाँ हम सर्किट का विश्लेषण कर रहे हैं या आप कह सकते हैं कि यह एक विशेष बंद सीमा से अंदर आने वाली या बाहर आने वाली शाखाओं की कुल संख्या है अब इस नियम में टर्मिनलों में प्रवेश करने वाले धारा को सकारात्मक माना जाता है और नोड को छोड़ने वाले धारा को नकारात्मक माना जाता है इसलिए यदि आप इस विशेष चित्र देखते हैं और आप करचॉफ धारा नियम को लागू करने की कोशिश करते हैं जहां धाराएं आ रही हैं और बाहर जा रही हैं धारा i1 नोड के अंदर जा रहा है इसलिए यह सकारात्मक है धारा i2 बाहर आ रहा है इसलिए यह नकारात्मक है इसी तरह i3 सकारात्मक है और i4 और i5 नकारात्मक हैं और सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होगा जो KCL के विशेष समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या वैकल्पिक रूप से आप लिख सकते हैं कि i1 प्लस i3 i2 प्लस i3 प्लस i5 के बराबर है तो इससे आप जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग नोड को छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर है अब किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं और यह दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ के वोल्टेज नियम में कहा गया है कि किसी विशेष बंद लूप के सभी वोल्टेजों का बीजीय योग 0 होगा तो इस मामले में यह Vm एक लूप से जुड़े किसी विशेष तत्व में वोल्टेज है और यदि आप सभी तत्वों में एक विशेष लूप में सभी वोल्टेज को जोड़ते हैं तो आपको वोल्टेज का योग हमेशा 0 मिलेगा और यहाँ m 1 से M तक है जहां M लूप में वोल्टेज की संख्या में है और Vm जिसे हमने mth वोल्टेज माना है अब आप किसी विशेष सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज नियम का विश्लेषण कैसे करेंगे आइए हम इस विशेष सर्किट को देखें जहां सभी तत्व एक विशेष लूप में जुड़े हुए हैं इसलिए यह लूप बंद लूप है यदि हम इस विशेष लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज नियम लागू करते हैं तो हम क्या लिखेंगे हम v1 से शुरू करते हैं क्योंकि हम v1 से शुरू कर रहे हैं जो हम वोल्टेज स्रोत के नकारात्मक टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं और वोल्टेज स्रोत के सकारात्मक टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं इसका मतलब है कि नकारात्मक से सकारात्मक टर्मिनल तक वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए हम इसे minus v1 से दर्शाते हैं और फिर प्रतिरोध के लिए v2 सकारात्मक है क्योंकि हम सकारात्मक पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और नकारात्मक से बाहर आ रहे हैं तो यहाँ यह एक वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम सकारात्मक और वोल्टेज वृद्धि के लिए हम नकारात्मक रूप में लिख रहे हैं वोल्टेज v3 के लिए हम फिर से सकारात्मक के रूप में लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध के दौरान हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे और फिर जब हम इस वोल्टेज स्रोत के पार जाएंगे तो वोल्टेज फिर नकारात्मक से सकारात्मक रूप में बढ़ रहा है इसलिए हमने वोल्टेज v4 को नकारात्मक के रूप में लिया है और फिर प्रतिरोधक तत्व v5 के पार फिर से यह वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए हम सकारात्मक v5 के रूप में कहेंगे अब यदि आप इस समीकरण में तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि v1 v4 और कुछ नहीं बल्कि v2 v3 v5 है अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी विशेष लूप में वोल्टेज ड्रॉप का योग वोल्टेज बढ़ने के योग के बराबर है अब हम श्रेणी प्रतिरोधों और वोल्टेज डिवीजन अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं हम नीचे दिए गए सर्किट को देखते हैं जहां दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं और एक ही करंट दोनों प्रतिरोध से बह रहा है क्योंकि वे श्रेणी में जुड़े हुए हैं और यह लूप को पूरा कर रहा है तो आप कौन सा नियम लागू कर सकते हैं आप किरचॉफ वोल्टेज नियम लागू कर सकते हैं अब करंट समान है इसलिए R1 पर वोल्टेज ड्रॉप को 𝑣1𝑖𝑅1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसी तरह प्रतिरोध 2 पर वोल्टेज ड्रॉप 𝑣2𝑖𝑅2 होगा किरचॉफ वोल्टेज नियम से कुल वोल्टेज आप 𝑣𝑣1𝑣2 लिख सकते हैं अब चूंकि करंट समान है आप करंट को बाहर निकाल सकते हैं और आपको 𝑣𝑣1𝑣2𝑖𝑅1𝑅2𝑖𝑅𝑒𝑞 मिलेगा तो यह समीकरण इस विशेष समीकरण के इस विशेष खंड को इस चित्र की मदद से दर्शाया जाएगा जहां हमारे पास एक v वोल्टेज स्रोत और दोनों प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 दोनों बराबर हैं इसलिए 𝑅𝑒𝑞𝑅1𝑅2 अब यदि आप इस विशेष समीकरण को हल करते हैं तो आप इसे कई प्रतिरोधों के लिए बढ़ा सकते हैं इसलिए श्रेणी में जुड़े किसी भी प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग होगा तो मान लीजिए कि यदि आपके पास R1 R2 upto Rn जैसी श्रृंखला में n प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े सभी प्रतिरोधों का योग होगा 𝑅𝑒𝑞𝑅1𝑅2⋯𝑅𝑛Σ𝑅𝑖 अब वोल्टेज को प्रतिरोधों के बीच विभाजित किया जाता है उनके प्रतिरोधों के सीधे आनुपातिक होते हैं मान लीजिए कि एक रेज़िस्टर 𝑅𝑛 है और उस रेज़िस्टेंट में वोल्टेज 𝑣𝑛 है तो 𝑣𝑛𝑅𝑛𝑅1𝑅2⋯𝑅𝑛𝑣 अब हम उस मामले के बारे में बात करते हैं जहां प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं वहां हम कहेंगे कि धारा विभाजन का पालन किया जाएगा तो आइए अब इस चित्र को लेते हैं जहाँ वोल्टेज R1 और R2 दोनों से जुड़ा होता है जो समानांतर में हैं इसलिए R1 से प्रवाहित होने वाली धारा i1 होगी और R2 से होकर बहने वाली धारा i2 होगी चूंकि ये दोनों समानांतर हैं आप क्या लागू कर सकते हैं आप किरचॉफ के धारा नियम को लागू कर सकते हैं तो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण बात जो आप हमेशा एक मुख्य नियम के रूप में ले सकते हैं वह यह है कि जब भी आप श्रेणी में जुड़े तत्वों को देखते हैं तो आप केवल किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लागू कर सकते हैं और जब आप समानांतर फैशन में जुड़े तत्वों को देखते हैं तो आप किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग कर सकते हैं तो ये 2 महत्वपूर्ण नियम हैं और सर्किट के आधार पर आप उन्हें लागू कर सकते हैं तो अब हम इस विशेष सर्किट को देखते हैं जहां धारा को i1 और i2 में विभाजित किया जा रहा है i1 R1 से बह रहा है और i2 R2 से बह रहा है चूंकि वोल्टेज R1 और R2 दोनों में समान है आप ओम के नियम का उपयोग करके केवल यह जान सकते हैं कि i1 का मूल्य और कुछ नहीं बल्कि 𝑣𝑅1 है अब इसी तरह i2 के लिए भी आप लिख सकते हैं i2 𝑣𝑅2 के अलावा और कुछ नहीं है

यह आप समतुल्य चित्र का उपयोग करके दर्शा सकते हैं जहां वोल्टेज समतुल्य प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो i𝑅𝑒𝑞 i𝑅1i𝑅2 अब यदि आप इसे सामान्यीकृत करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे मान लीजिए कि अगर समानांतर में n प्रतिरोध हैं तो समतुल्य 1R 1R1 प्लस 1R2 और इसी तरह 1Rn तक या गणितीय शब्दों में आप लिख सकते हैं जैसे कि i का योग 1 to N of 1 by Ri के बराबर है i 1 से N तक के बीच है 1𝑅𝑒𝑞1𝑅11𝑅2⋯1𝑅𝑛Σ1𝑅𝑖 जहां N ऐसे तत्वों की संख्या है जो समानांतर फैशन में जुड़े प्रतिरोधों की संख्या है तो आप इस विशेष पहलू को कैसे सारांशित कर सकते हैं यह कहता है कि समानांतर में जुड़े किसी भी प्रतिरोध के किसी भी संख्या के समतुल्य प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के उलटे का उल्टा है तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों का उल्टा 1𝑅𝑖 है और फिर आप योग करेंगे और अंत में आपको जो भी मिलेगा आप उसी का फिर से उल्टा लेंगे और आपको समतुल्य प्रतिरोध का मूल्य मिलेगा इसका मतलब है कि आप बस लिख सकते हैं R समतुल्य व्यक्तिगत प्रतिरोधों के उलटे के योग के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है अब जब आप धारा विभाजन के बारे में बात करते हैं तो जो सर्किट आपने पिछली स्लाइड में देखा था आपको प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा मिलेगी जो होगी 𝑖1𝑖𝑅2𝑅1𝑅2 𝑖2𝑖𝑅1𝑅1𝑅2 अब आप पूछेंगे कि हम इन मूल्यों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस विशेष चित्र को देखकर i1 और i2 के मूल्य का पता लगा सकते हैं तो अब आप जानते हैं कि i कुछ भी नहीं है लेकिन i1 प्लस i2 और वोल्टेज v वैसे भी दोनों प्रतिरोधों पर लागू होता है इसलिए 𝑣𝑖1𝑅1𝑖2𝑅2 इसलिए यहां से आप 𝑖2 के मान का पता लगा सकते हैं जो कि 𝑖1𝑅1𝑅2 के अलावा और कुछ नहीं है अब i𝑖1𝑖1𝑅1𝑅2 इसलिए 𝑖1𝑖𝑅2𝑅1𝑅2 𝑖2𝑖𝑅1𝑅1𝑅2 अब हम उदाहरण लेते हैं यदि आपसे सर्किट में i2 और v2 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और 3 ओम में विघटित शक्ति भी तो आप क्या करेंगे चूँकि ये दोनों समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं आप इस नोड पर किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग कर सकते हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध क्या है तो आपको प्रतिरोध मिलेगा 𝑅𝑒𝑞46 346∗3636𝛺 तो सर्किट का कुल R बराबर 6 ओम होगा और तदनुसार आप धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं 𝑖𝑉𝑅𝑒𝑞1262 A अब 2 ओम के समानांतर प्रतिरोध में वोल्टेज जो मूल रूप से इस विशेष खंड के समतुल्य प्रतिरोध है 𝑖∗2𝛺4 V होगा चूंकि यह वोल्टेज 𝑣2 दोनों प्रतिरोधों के लिए उभय निष्ठ है आप 𝑣2 का मान पता लगा सकते हैं इस संयोजन के लिए और फिर अंत में धारा विभाजन का उपयोग करके आप 𝑖2 के मूल्य का पता लगा सकते हैं तो आपको 6 ओम और 3 ओम समानांतर प्रतिरोधों के समतुल्य संयोजन के लिए 4 वोल्ट के रूप में मान मिलता है जो कि 𝑣2 है तो धारा विभाजन नियम का उपयोग करके आप धारा 𝑖2 को प्राप्त कर सकते हैं 𝑃4∗43533W अब हम श्रेणी कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं अब नीचे दिए गए सर्किट पर विचार करें जहां श्रेणी में n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि किरचॉफ के वोल्ट नियम का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम को लागू करते समय आपको 𝑣1𝑣2⋯𝑣𝑛 मिलता है क्योंकि ये वोल्टेज व्यक्तिगत कैपेसिटर में वोल्टेज होते हैं अब वोल्टेज 𝑣 क्या है kth कैपेसिटर के लिए वोल्टेज को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी जहाँ हमने विभिन्न रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर तत्वों का विश्लेषण किया था अब यह kth कैपेसिटर के लिए है यदि आप श्रेणी क्रम में जुड़े सभी कैपेसिटर के लिए वोल्टेज जोड़ते हैं तो आपको कुल वोल्टेज का मान मिलेगा इसलिए जब आप इस विशेष समीकरण को पुन व्यवस्थित करते हैं तो आप सभी कैपेसिटर का इंटीग्रेशन के बाहर क्लब कर सकते हैं क्योंकि ये स्थिर मात्राएं हैं और फिर प्रारंभिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं

अब यदि आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आप आसानी से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि 1𝐶𝑒𝑞 व्यक्तिगत कैपेसिटर के उल्टे के योग के अलावा और कुछ नहीं है तो आप बस लिख सकते हैं जहा n श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की संख्या तो अब आप क्या कह सकते हैं n श्रेणी क्रम से जुड़े कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का उल्टा अलग अलग कैपेसिटेंस के उल्टे का योग है यानिकि C समतुल्य है अलग अलग कैपेसिटेंस के उल्टे का योग का उल्टा है और कुछ नहीं है ठीक है अब यदि आप के साथ तुलना करते हैं तो प्रतिरोध से संबंधित पिछली चर्चा आप श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को उसी तरह से देख सकते हैं जैसे आप समानांतर में प्रतिरोध देखते हैं अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं जो समानांतर में जुड़े हुए हैं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं आप बस किरचॉफ धारा नियम को लागू कर सकते हैं और आप समतुल्य कपसिटंस के मूल्य का पता लगा सकते हैं इसलिए जब आप किरचॉफ धारा नियम को लागू करते हैं तो आप जानते हैं कि ith कैपेसिटर में बहने वाली धारा को के रूप में लिखा जा सकता है यह हमने पिछले व्याख्यान में देखा था इसलिए यदि आप सभी धाराओं को जोड़ते हैं तो यह सर्किट में दिखाए गए धारा के बराबर होगा तो यह कुल धारा कुछ भी नहीं है लेकिन i1 प्लस i2 में है इसलिए जब आप योग करेंगे तो आपको मिलेगा यदि आप योग करते हैं तो आप लिख सकते हैं अंततः आप कहेंगे कि c समतुल्य कुछ और नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटेंस का योग है जो समानांतर में सर्किट से जुड़ा होता है इसलिए समानांतर कैपेसिटेंस के समतुल्य कैपेसिटेंस व्यक्तिगत कैपेसिटेंस के योग के अलावा और कुछ नहीं है तो अब अगर आप प्रतिरोधों और कैपेसिटर से संबंधित सर्किट के सहसंबंध का अवलोकन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि समानांतर में जुड़े प्रतिरोधों को श्रेणी में प्रतिरोधों के समान संयोजित किया जा सकता है अब हम इंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं इंडेक्सर्स को मानते हैं जो श्रेणी में जुड़े होते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं आप किरचॉफ Kirchhoff's के वोल्टेज नियम को लागू कर सकते हैं क्योंकि ये लूप में जुड़े हुए हैं 𝑣 और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तिगत इंडक्टर पर वोल्टेज का योग है 𝑣𝑣1𝑣2⋯𝑣𝑛 इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि i सभी इंडक्टर में समान हैं इसलिए आप क्या लिख सकते हैं इसलिए जब आप सभी इंडक्टर को जोड़ते हैं तो आप बस कर सकते हैं आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि L समतुल्य कुछ भी नहीं है बल्कि उस विशेष परिपथ में श्रेणी में जुड़े सभी व्यक्तिगत इंडक्टर का योग है तो n श्रेणी से जुड़े इंडेक्सर्स का समतुल्य व्यक्तिगत इंडक्टर का योग हैं इसलिए यदि आप श्रेणी के संयुक्त प्रतिरोधों के साथ सहसंबंध रखते हैं तो आप कहेंगे कि संयुक्त श्रेणी में इंडेक्सर्स का उसी तरह से समान रूप से इंडक्टर होगा जैसा कि प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हुए हैं अब हम समानांतर में जुड़े इंडेक्सर्स के बारे में बात करते हैं इस चित्र में आप देखेंगे कि ये इंडेक्सर्स समानांतर में जुड़े हुए हैं जब ये इंडेक्सर्स समानांतर में जुड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि आप किरचॉफ के धारा नियम को लागू कर सकते हैं यदि आप किरचॉफ के धारा नियम को लागू करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे कि वोल्टेज स्रोत से आने वाला धारा कुछ भी नहीं है लेकिन व्यक्तिगत इंडेक्सर्स में बहने वाली व्यक्तिगत धाराओं का योग है और अंत में हमारा उद्देश्य समतुल्य इंडक्टैंस के मूल्य का पता लगाना है तो आपको क्या करना है आपको प्रत्येक इंडक्टर में व्यक्तिगत रूप से बहने वाले धारा के मूल्य का पता लगाना होगा ताकि आप लिखें मैं समाकलन रूप में लिख सकता हूँ और उसे यहाँ धारा को निकलने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो आपको क्या करना है आपको बस प्रत्येक इंडक्टर में बहने वाली व्यक्तिगत धाराओं का योग करना है वोल्टेज प्रत्येक इंडक्टर में समान होता है पहले इंडक्टर के लिए हम लिखेंगे यह कुछ ऐसा है जो हम कहते हैं कि शुरू में हम मान रहे हैं कि समय t0 पर इंडक्टर में कुछ धारा है तो उस इंडक्टर 1 के लिए प्रारंभिक स्थिति के रूप में माना जाता है इसी तरह इंडक्टर 2 के लिए भी हम प्लस इंडक्टर में आरंभिक प्रवाह लिखेंगे और जब हम सभी तत्वों को जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं

अब अगर आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसलिए n समानांतर जुड़े हुए इंडकटर्स के समतुल्य इंडक्टैंस व्यक्तिगत इंडक्टैंस के उल्टे का योग का उल्टा है इसका अर्थ है कि L समतुल्य को केवल व्यक्तिगत इंडक्टैंस के उल्टे के योग के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है इसलिए हम देख सकते हैं कि समानांतर में जुड़े हुए इंडकटर्स को उसी तरह संयोजित किया जाता है जैसे समानांतर में रेसिस्टर्स हमने तीनों रेसिस्टर् कैपेसिटर और इंडकटर् के समानांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को देखा अगली कक्षा में हम इन तत्वों के बीच फेज़र संबंध का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो कि रेसिस्टर् कैपेसिटर और इंडकटर् के लिए वोल्टेज और धारा फेज़र संबंध है और फिर हम साइनसोइडल परिवर्तित वोल्टेज और करंट के लिए एम्पीडेन्स के संबंध को निकालेंगे हम आज इस सत्र को बंद करते हैं अगली कक्षा में हम इन राशियों के फेज़र के साथ आगे बढ़ेंगे धन्यवाद